इस व्याख्यान में हम स्ट्रक्चर्स की जानकारी और फोल्डिंग रेटसऔर फोल्डिंग स्टेबिलिटी जानने के लिएबायोइनफॉरमैटिक्स टूलस या एल्गोरिदम के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे इस वर्ग में मैं मुख्य रूप से बायोइनफॉरमैटिक्स टूलस का उपयोग प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स के आधार पर अमीनो एसिड सीक्वेंस जानने के लिए करूंगा हमने पिछली कक्षा में कई पैरामीटरस और गुणों की चर्चा की जो हमने प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स से प्राप्त किए हमने कौन कौन से पैरामीटर्स की पिछली कक्षाओं में चर्चा की कांटेक्ट मैप्स विद्यार्थी कांटेक्ट मैप्स और सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी विद्यार्थी बरीडनेस बरीडनेस सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी रिडक्शन रेशों विद्यार्थी ट्रांसफर फ्री एनर्जी ट्रांसफर फ्री एनर्जीpiऔर कांटेक्टस के आधार पर आप कांटेक्ट ऑर्डर लॉन्ग रेंजऑर्डर मल्टीपल कांटेक्ट इंडेक्स फिर दूसरे पैरामीटरस जैसे हाइड्रोफोबिसिटी 2 अलग अलग रेसिड्यूज के बीच इंटरेक्शन देख सकते हैं 2 अलग अलग रेसिड्यूज के बीच संभावित इंटरेक्शनस बराबर रेसिड्यूज के प्रकार जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शनस या कैट आयन pi इंटरैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन और इसी तरह बाद में हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को सुपरिमपोजsuperimposed करने के लिए कांटेक्ट मैप्स के उपयोग के बारे में चर्चा की अगर 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं कि वे 3D स्ट्रक्चर्स में कितनी दूर तक एक दूसरे से समान है और हमने कांटेक्ट मैप्स के आधार पर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के सुपर इंपोजिशन के बारे में चर्चा की इसलिए जब हम प्रोटीन डेटा बैंक में 3Dस्ट्रक्चर्स की उपलब्धता पर गौर करेंगे तो हमारे पास प्रोटीन डेटा बैंक में लगभग 133 हजार स्ट्रक्चर्स होंगे On the other hand the available information regarding protein sequences in used data base uniprot database right दूसरी ओर प्रोटीन सीक्वेंसेस के संबंध में उपलब्ध जानकारी डेटा बेस यूनीप्रोट डेटाबेस में बराबर इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि इसमें वर्तमान में लगभग 89 मिलियन सीक्वेंसेस सही है So if you compare the availability of amino acid sequences and structures right available sequences are about 700 fold than the availability of the structures इसलिए यदि आप अमीनो एसिड सीक्वेंसेस और स्ट्रक्चर्स की उपलब्धता की तुलना करते हैं बराबर तो उपलब्ध सीक्वेंसेस स्ट्रक्चर्स की तुलना में लगभग 700 गुना ज्यादा है और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एक्टिव साइटों की पहचान करने वाले फ़ंक्शन को और एंटीजेनिक साइटों को समझने में सहायक होंगी बराबर या अन्य कंपलेक्सेस के साथ अलग अलग बाइंडिंग साइटस और इसी तरह इसलिए सीक्वेंसेस की सूचना की तुलना में प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स का सही होना बहुत महत्वपूर्ण है फिर सीक्वेंसेस की अधिक संख्या और स्ट्रक्चर्स की कम संख्या की उपलब्धता के कारण इस अमीनो एसिड सीक्वेंसेसकी जानकारी से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है इसलिए हम इस स्ट्रक्चर्स निर्धारण पर ध्यान देते हैं तो प्रोटीन के 3Dस्ट्रक्चर्स को निर्धारित करने के लिए कौन से विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है विद्यार्थी एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी Refer Time 0257 नवीनतम जानकारी के साथ ही परिष्कृत उपकरणों बराबर और अच्छी तरह से परिष्कृत तंत्र के साथ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बराबर तो आप देख सकते हैं कि उपलब्ध स्ट्रक्चर्स केवल 133000 हैं और एकल प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स का निर्धारण करने के लिए इसे लगभग 10000 15000 डॉलर और कम से कम 2 महीने से एक वर्ष तक का समय लग सकता है यदि स्ट्रक्चर्स सरल हैं जब आप इस मामले में प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जैसी जटिल स्ट्रक्चर्स के साथ जाते हैं तो आपको उदाहरण के लिए अधिक समय मिलेगा स्ट्रक्चर्स को और उसके कार्य को समझने के लिए तीन से चार साल बराबर और साथ ही खर्च भी बहुत अधिक है इसलिए प्रोटीन स्ट्रक्चर और कॉमपलेक्सेस के साथ साथ स्ट्रक्चर्स को प्राप्त करने की लागत को निर्धारित करने के लिए समय की तुलना करना सीक्वेंस से प्रोटीन 3D की भविष्यवाणी करना बहुत महत्वपूर्ण है तो इस अमीनो एसिड सीक्वेंस से प्रोटीन के नेटिव कन्फर्मेशन का गूढ़ रहस्य पता करना बराबर को प्रोटीन फोल्डिंग समस्या कहा जाता है 1963 में अनफिन्सन ने कहा कि अमीनो एसिड सीक्वेंस में स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी शामिल है और इस मामले में सिर्फ एमिनो एसिड सीक्वेंस से 3D स्ट्रक्चर्स प्राप्त करना संभव हो सकता है तो प्रोटीन फोल्डिंगसमस्या क्या है यह प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर्स को सिर्फ अपने अमीनो एसिड सीक्वेंस से प्राप्त कर रहा है कैसे प्राप्त करें यदि आपने 3D स्ट्रक्चर्स ली हैं पहले आप इस लम्बी श्रृंखला को देख सकते हैं फिर यह यहाँ और वहाँ नष्ट हो जाएगा उसके बाद आप संभावित मोड़ को सही और अंत में देख सकते हैं इसे नियमित आकार मिलेगा बराबरऔर3D स्ट्रक्चर्स की तरह यह सही एनीमेशन है जिसे आप देख सकते हैं जिसमें एक प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट से आखिरकार स्टेबल 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है तो अमीनो एसिड सीक्वेंस से स्ट्रक्चर को कैसे प्राप्त किया जाए सिर्फ इस एमिनो एसिड सीक्वेंस से 3D स्ट्रक्चर्स की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न तरीके हैं सबसे लोकप्रिय तरीका है होमोलॉजी मॉडलिंग यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि दो सीक्वेंसेस हाय सीक्वेंस आईडेंटिटी या सीक्वेंस सिमिलरिटी साझा करते हैं तो धारणा यह है कि स्ट्रक्चर्स भी उस सिद्धांत पर आधारित समान हैं इसलिए उन्होंने होमोलॉजी मॉडलिंग या तुलनात्मक मॉडलिंग नामक पद्धति विकसित की यदि कोई महत्वपूर्ण होमोलॉजी उपलब्ध नहीं है तो दूसरी विधि यह है कि क्या यह फोल्ड्स को पहचान सकता है चाहे वे किसी भी विशिष्ट फोल्ड्स को बना सकें और अगर वह भी विफल हो जाता है तो आप शुरुआत से ही कोशिश कर सकते हैं जिसे एबी इनिशियो विधि कहा जाता है आप इस एकल परमाणु से शुरू होने वाले खरोंच से शुरू कर सकते हैं और बांड की लंबाई के आधार पर दूसरे परमाणु का निर्माण कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के आधार पर तीसरे परमाणु का निर्माण कर सकते हैं बराबर और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल और टोरशन एंगल के साथ चौथा आप एक विधि बना सकते हैं जिसे एबी इनिशियो विधि कहा जाता है उदाहरण के लिए यह परमाणु क्रमांक एक आप इस 2 को इस 2 को ठीक कर सकते हैं इस बॉन्ड लेंथ के साथ यदि आप जानते हैं कि यह परमाणु c है और यह c भी है तो आपको c और cc की बांड लेंथमिल सकती हैं तो आप दूसरे परमाणु की इस दूसरी स्थिति को ठीक कर सकते हैं उदाहरण के लिए तीसरे के लिए यदि आप यहाँ लेते हैं तो इस तीसरे परमाणु की स्थिति क्या निर्धारित करती है विद्यार्थी कोण एक यह लंबाई और दूसरा कोण यह थीटा और लंबाई बराबर तो यह इस तीसरे का स्थान निर्धारित करेगा तो चौथा एक यहां हमें तीन पैरामीटरस की आवश्यकता है एक लंबाई है और यहां हमें कोण की आवश्यकता है और फिर हमें टोरशन एंगल की आवश्यकता है बराबर वे अलग अलग कंफर्मेशनस लेते हैं फिर हम पांच के पास जाते हैं आपके पास तीन सूचनाएँ हैं जैसे आपको लंबाई कोण और टोरशन एंगल के तीन उपाय मिलते हैं इन 2 3 4 के संबंध में आप पांचवें परमाणु को ठीक कर सकते हैं जैसे हम बढ़ सकते हैं और अंत में ऊर्जा न्यूनता से स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त कर सकते हैं बाद में इस विवरण के बारे में चर्चा करूंगा अब हाल ही में कई विधियाँ हैं जिन्हें हाइब्रिड विधि कहा जाता है ये अलग अलग तकनीकों को जोड़ती हैं जहाँ भी हमारे पास महत्वपूर्ण समानता या समरूपता है तो आप होमोलॉजी मॉडलिंग का उपयोग करके स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं और यदि स्ट्रक्चर्स उपलब्ध नहीं हैं या सीक्वेंस आईडेंटिटी कम है तो हम एबी इनिशियो मॉडलिंग करते हैं और अंत में सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं और ऊर्जा न्यूनता का उपयोग करके एकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यह मॉडल ठीक काम करता है हाल ही में हाइब्रिड मॉडलस इन तकनीकों की क्षमता का आकलन एक प्रतियोगिता का उपयोग करके किया जा सकता है जिसे प्रोटीन के प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी का महत्वपूर्ण मूल्यांकन कहा जाता है जिसे caspकास कहा जाता है यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है आप प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकते हैं और आप हमारे मॉडल बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं और देखें कि साहित्य में अन्य विधियों की तुलना में हमारी पद्धति कितनी सही हो सकती है तो चलिए हम भविष्यवाणी तकनीक से शुरू करते हैं तो यहाँ प्रोटीन सीक्वेंससे मुझे प्रयोगात्मक डेटाआपको प्रोटीन सीक्वेंस मिल सकता है इसलिए आप स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी करना चाहते हैं पहले डेटाबेस को सही उपलब्ध डेटाबेस सीक्वेंस खोज खोजते हुए देखें आपको किस डेटाबेस की खोज करने की आवश्यकता है विद्यार्थी विद्यार्थी PDB आप कह सकते हैं PDB आप ज्ञात स्ट्रक्चर्स के साथ डेटाबेस PDB डेटाबेस के साथ BLAST ब्लास्ट का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर के साथ महत्वपूर्ण होमोलॉजीhomology महत्व की पहचान है तो आप कई सीक्वेंस एलाइनमेंट कर सकते हैं और संरक्षित क्षेत्रों को देख सकते हैं और यदि आपको PDB में महत्वपूर्ण होमोलॉग्स स्ट्रक्चर्स मिलती हैं तो आप होमोलॉजी मॉडलिंग के साथ जा सकते हैं इसलिए होमियोलॉजी मॉडलिंग के लिए कौन सी पहचान अच्छी है इसके बारे में बहुत जल्द बताऊंगा इसलिए यदि आप महत्वपूर्ण होमोलॉजी पा सकते हैं तो आप तुलनात्मक मॉडलिंग या होमोलॉजी मॉडलिंग के साथ जा सकते हैं यदि PDB में कोई होमोलॉग्स नहीं है अब यह नहीं है फिर हम अगले चरण मे सेकेंड्री स्ट्रक्चरस का इस्तेमाल भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं यदि आपके पास एक सेकेंड्री स्ट्रक्चर है तो सेकेंड्री स्ट्रक्चरस के आधार पर आप यह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि किस प्रकार का फोल्ड यह सही बना सकता है Student Similar Refer Time 0946यदि आप किसी विशिष्ट फोल्ड की भविष्यवाणी कर सकते हैं तो हम इन स्ट्रक्चर्स के साथ एलाइन कर सकते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर आप इस होमोलॉजी को उस विशेष जगहो के साथ विशेष रूप से एलाइन कर सकते हैं फिर भी आप सफल नहीं हुए तो आप एबी इनिशियो मॉडलिंग के साथ जाते हैं जिसे हम खरोंच से शुरू करते हैं और फिर 3D स्ट्रक्चर्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सटीकता उदाहरण के लिए विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है अगर आपके पास अत्यधिक होमोलॉग्स स्ट्रक्चरस हैं तो आप प्रायोगिक मूल्यों के करीब उच्चतम सटीकता प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं कम एलाइनस्ट्रक्चर्सके लिए आप एबी इनिशियो तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके साथ भीआप यथोचित सटीकता के साथ अनुमान लगा सकते हैंतो अब होम्योलॉजी मॉडलिंग के बारे में चर्चा करते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग मे किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है यदि आप प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर्स की सीक्वेंस से सही भविष्यवाणी करते हैं तो एक सटीकता के साथ जो प्रयोगात्मक डेटा के बराबर है अगर इन प्रोटीनों के बीच पहचान बहुत अधिक है उदाहरण के लिए यहां मैं 2 अलग अलग प्रोटीन देता हूं यहां की पहचान 92 प्रतिशत समानता के साथ 84 प्रतिशत है और यदि आपको अत्यधिक होमोलॉग्स सीक्वेंसेस मिलते हैं तो आप एक मॉडल प्राप्त कर सकते हैं जो आपके द्वारा चुने गए टेम्पलेट के समान है तो आप मान सकते हैं कि वे 2 सीक्वेंस जो बहुत सामान्य रेसिड्यूज या उच्च सीक्वेंस आईडेंटिटी या सीक्वेंस सिमिलरिटी साझा करते हैं फिर इन 2 प्रोटीनों में समान स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए यदि आप इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो वे 2 अलग अलग रंगों में दिखा सकते हैं एक नीले रंग में है और एक धूसर रंग में है इसलिए वे इस क्रम मे एलाइन होते हैं आप समान स्ट्रक्चर्स को उनके कम RMSD के साथ देख सकते हैं जो लगभग एक एंगस्ट्रॉम है तो यह एक सिद्धांत है जिसका उपयोग होमोलॉजी मॉडलिंग में किया जाता है ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें सीक्वेंस आईडेंटिटी कम हो सकती है लेकिन आपके पास उदाहरण के लिए समान स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं टिम बैरल फोल्ड ये प्रोटीन वे बहुत कम सीक्वेंस आईडेंटिटी साझा करते हैं जैसे कि 30 प्रतिशत से कम लेकिन उनके पास समान स्ट्रक्चर्स हैं उच्च समान स्ट्रक्चर्स आप टिम बैरल फोल्डके साथ प्राप्त कर सकते हैं तो यह प्रोटीन होमोलॉजी मॉडलिंग कैसे काम करती है और हमें होमोलॉजी मॉडलिंग का उपयोग करके प्रोटीन को मॉडल करने की आवश्यकता क्यों है क्योंकि यदि आप स्ट्रक्चर आधारित दवा डिज़ाइन करना चाहते हैं या किसी प्रोटीन के लिए महत्वपूर्ण कार्यात्मक महत्वपूर्ण जानकारी को समझना चाहते हैं तो इनसिलिको प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी का उपयोग करके मॉडल उत्पन्न करना अच्छा है इसलिए यहां कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की सूची दी गई है एक किसी भी लक्ष्य के लिए यदि स्ट्रक्चर को छोटे अणुओं की पहचान करने के लिए नहीं जाना जाता है जो इन लक्ष्यों के लिए संभावित रूप से बातचीत कर सकता है हमें स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता हैस्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है पर स्ट्रक्चर का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है इस मामले में यदि आप एक मॉडल उत्पन्न करते हैं तो इस मॉडल को किसी भी दवाओं के लिए मुख्य यौगिकों की पहचान के लिए संभावित लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है स्ट्रक्चर आधारित दवा डिजाइन में एक मॉडल होना आवश्यक है और प्रोटीन कार्यों को खोजने के लिए कौन से रेसिड्यूज कई प्रोटीन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं ठीक है हमें स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता है तब आप एंटीजेनिक व्यवहार और बढ़े हुए प्रोटीन के तर्कसंगत डिजाइन को भी देख सकते हैं क्षमता या कार्य के साथ इन सभी पहलुओं के लिए मॉडलिंग एकमात्र तरीका है जिसमें आपको स्ट्रक्चर की जानकारी सही मिलती है यदि प्रयोगात्मक तकनीक स्ट्रक्चर्स को सही पाने में विफल रहती हैं एक क्रिस्टल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग करने के लिए जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए आवश्यक है विद्यार्थी क्रिस्टल्स क्रिस्टल बराबर अगर प्रोटीन क्रिस्टलीकृत करने में सक्षम नहीं है तो आपस्ट्रक्चर्स को सही तरीके से निर्धारित करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग नहीं कर सकते हैं और यदि आपके पास एक बड़ा प्रोटीन है तो कभी कभी आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग नहीं कर सकते हैं प्रयोगात्मक तकनीक विफल हो जाती है एकमात्र विकल्प मॉडलिंग है इस मामले में हमें उदाहरण के लिए स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करना है झिल्ली प्रोटीन का क्रिस्टलीकरण करना बहुत मुश्किल है अच्छी तरह से इस में आप इन 3Dस्ट्रक्चर्स को प्राप्त करने के लिए इस मॉडल तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं तो हम कैसे निष्कर्ष निकालते हैं कि आप इस क्रम से स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यदि आपके पास सीक्वेंसहै तो रेसिड्यूज को अलग अलग विशिष्ट रेंज में समायोजित किया जाता है साथ ही आप इस अमीनो एसिड रेसिड्यूज के विशिष्ट संयोजन को भी देख सकते हैं फिर हमने विभिन्न पैरामीटर संरचनात्मक पैरामीटरस के बारे में चर्चा की आप उनमें विशिष्ट संयोजन भी देख सकते हैं कुछ रेसिड्यू जो सीक्वेंस से दूर हैं वे घेरे में भी करीब हैं आखिरकार यदि आप देखते हैं कि सीक्वेंस में उदाहरण के लिए एक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है तो कई हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू हैं यह हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू 3Dस्ट्रक्चर्स में कोर का निर्माण करते हैं और यदि आपके पास एक सकारात्मक चार्ज अवशेष और नकारात्मक चार्ज अवशेष हैं जो सीक्वेंस में बहुत करीब हैं They have a tendency to form the iron pairs right or salt bridge right So you can see that the sequence contains the information regarding the structure and it is possible right to predict the structure from its amino acid sequenceउनके पास आयरन पेयर्स या साल्ट ब्रिज बनाने की प्रवृत्ति है आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस में स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी शामिल है और इसके अमीनो एसिड सीक्वेंस से स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी करना सही है तो अब सवाल यह है कि यदि 2 प्रोटीनों में उदाहरण के लिए अलग सीक्वेंस आईडेंटिटी है तो 80 प्रतिशत या 60 प्रतिशत या 50 प्रतिशत आप मॉडल को कितने सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं यहां आप देख सकते हैं कि यदि यह 60 प्रतिशत से अधिक है तो इस मामले में आप एक मॉडल प्राप्त कर सकते हैं जो मध्यम रिज़ॉल्यूशन एनएमआर संरचनाओं के समान है और आप निम्न रिज़ॉल्यूशन क्रिस्टलोग्राफी संरचना भी कर सकते हैं आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जो बहुत अधिक सटीक है आप कम रिज़ॉल्यूशन सीक्वेंस समान सटीकता प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप इनस्ट्रक्चर्स को प्राप्त करते हैं तो आप परमाणु निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग छोटे लिगेंड के डॉकिंग के लिए किया जा सकता है या आप इंटरैक्शन देख सकते हैं क्योंकि आपको उच्च गुणवत्ता वाली स्ट्रक्चर्स मिलेंगी और यदि सीक्वेंस आईडेंटिटी उदाहरण के लिए कम है 30 से 60 प्रतिशत इस मामले में आप क्रिस्टलोग्राफी में आणविक प्रतिस्थापन के समान सटीकता प्राप्त कर सकते हैं कि आणविक प्रतिस्थापन क्रिस्टलोग्राफी कैसे काम करता है क्योंकि यह होमोलॉजी पर आधारित है अगर समान इलेक्ट्रॉन घनत्व नक्शे हैं तो वे देख सकते हैं कि उनके पास समान स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं उस स्तर की तरह आप स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं यदि सीक्वेंस आईडेंटिटी लगभग 30 से 60 प्रतिशत है तो आप इस मॉडल का उपयोग साइट निर्देशित उत्परिवर्तन अध्ययन के लिए कर सकते हैं यदि अनुक्रम पहचान कम है तो आप एक मॉडल प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत ही क्रूड मॉडल है इस मामले में यह बहुत अधिक रिज़ॉल्यूशन संरचनाओं जैसे उच्च रिज़ॉल्यूशन के लिए अच्छा नहीं है इसलिए हमे सभी इंटरैक्शन नहीं मिल सकती हैं लेकिन हम इसे फोल्ड को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं या आप रेसिड्यूज के बीच संपर्क देख सकते हैं यदि आप c अल्फा परमाणुओं को सही मानते हैं क्योंकि मॉडल बहुत क्रूड मॉडल हैं तो हमें अच्छी तरह से परिभाषित स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते है लेकिन आप इसका उपयोग यह समझने के लिए कर सकते हैं कि संभावित फोल्ड क्या हो सकता है या कौन से रेसिड्यू एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना संभव है और इसी तरह बराबर अब सवाल यह है कि होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए हमें एक सीक्वेंस आईडेंटिटी की क्या आवश्यकता है जहां आपको 30 प्रतिशत या 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत मिलते हैं और इसी तरह होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए आवश्यक औसत प्रतिशत सटीकता क्या है विद्यार्थी 30 से ज्यादा ठीक है आप एलाइन रेसिड्यूज की संख्या देख सकते हैं ठीक है यदि हमारे पास 150 रेसिड्यूज हैं जो एलाइन हैं और यदि पहचान 50 प्रतिशत से अधिक है तो यहां देखें यह आप एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में कह सकते हैं यदि एलाइन रेसिड्यूज की कम संख्या है तो भी सीक्वेंस आईडेंटिटी बहुत अधिक है और एलाइन रेसिड्यूज अधिक हैं क्योंकि हमें समान सीक्वेंस अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी इसलिए इस मामले में होमोलॉजी मॉडलिंग काम नहीं करेगी क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर्स को अपनाएगी तो आपके पास सौ रेसिड्यूज हैं फिर आपको कम से कम 60 प्रतिशत सीक्वेंस आईडेंटिटी की आवश्यकता है जो कि एलाइन रेसिड्यूज की संख्या और सीक्वेंस आईडेंटिटी के आधार पर होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए कट ऑफ पहचान का चयन कर सकते हैं यहां मैंने उल्लेख किया कि 50 प्रतिशत के साथ 150 रेसिड्यूज सुरक्षित क्षेत्र है यह आप होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं और आपको स्ट्रक्चर भविष्यवाणी एल्गोरिदम का उपयोग करके मज़बूती से अच्छी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी इसलिए जब आप होमोलॉजी मॉडलिंग को बनाते हैं तो होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए विभिन्न चरणों पर विचार करने के लिए क्या करना होगा पहले एक हमें एक टेम्पलेट की पहचान करने की आवश्यकता है आपका क्वेरी सीक्वेंस के लिए एक टेम्प्लेट की पहचान करना है क्योंकि आपका मॉडल जो आप टेम्प्लेट के आधार पर बनाते हैं इसलिए सही टेम्पलेट की सही पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है तो क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर आखिरकार टेम्पलेट्स के चयन पर निर्भर करती है इसलिए उनके उचित टेम्प्लेट को सही तरीके से लेना बहुत महत्वपूर्ण है और फिर हमें एलाइनमेंट बनाने की आवश्यकता है कि एलाइनमेंट कैसे करें आप ब्लास्ट का उपयोग करते हुए प्रारंभिक सीक्वेंस एलाइनमेंट कर सकते हैं और यदि आप एलाइनमेंट में देखते हैं तो आप किसी भी विशिष्ट रेसिड्यूज की जांच करते हैं जो संरक्षित हैं या कोई रेसिड्यू जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं इन रेसिड्यूज को ठीक से एलाइनमेंट किया जाना चाहिए अगर इन रेसिड्यूज को अंत में ठीक से एलाइनमेंट नहीं किया जाता है तो एक स्ट्रक्चर के साथ समाप्त होता है जो कि आपकी आवश्यकता से अलग है तो आपको उचित एलाइनमेंट करने और एलाइनमेंट की जांच करने की आवश्यकता है कि प्रायोगिक जानकारी के साथ महत्वपूर्ण रेसिड्यूज सही ढंग से एलाइन हैं या नहीं एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं कि आप सुधार कर सकते हैं और अंत में सुनिश्चित करें कि विशेष प्रोटीन के लिए उपलब्ध प्रयोगात्मक जानकारी के संबंध में आपका एलाइनमेंट सही है एक विशिष्ट प्रोटीन के लिए प्रायोगिक जानकारी कैसे प्राप्त करें या तो साहित्य का उपयोग करें या आप इस यूनिपोर्ट डेटाबेस और इतने से भी प्राप्त कर सकते हैं एक बार जब हम एलाइनमेंट सुधार प्राप्त करते हैं तो आप बैकबोन पीढ़ी के साथ जाते हैं क्योंकि हमें वह टेम्पलेट मिलता है जो आपका टेम्पलेट तैयार है फिर अपने लक्ष्य के लिए आप बैकबोन की प्रतिलिपि बना सकते हैं क्योंकि बैकबोन टारगेट और टेम्प्लेट के समान ही है और इसका उपयोग मॉडल बनाने के लिए करें फिर यदि आप देखते हैं कि रेसिड्यूज का उचित एलाइनमेंट है रेसिड्यूज समान हैं तो आप साइड चेन को सही कॉपी कर सकते हैं और अन्य मामलों में आप इस एमिनो एसिड रेसिड्यूज को बदल सकते हैं फिर आपने लूप मॉडलिंग को लिया बराबर कई लूपस के लिए तो आपको मॉडलिंग के लूपस को प्राप्त करना होगा और फिर आप साइड चेन मॉडलिंग करेंगे साइड चेन कई कंफर्मेशनस ले सकते हैं आप उपलब्ध कंफर्मेशनस का उपयोग मॉडल साइड चेन के लिए कर सकते हैं और एक बार मॉडल बनने के बाद आपको अनुकूलन करने की आवश्यकता है चाहे आप मॉडल की जांच करें ऊर्जावान रूप से अनुकूल है आप मॉडल को अनुकूलित कर सकते हैं तो अंत में यदि आप मॉडल से खुश हैं तो आप मान्य करते हैं चाहे यह मॉडल ऊर्जा के आधार पर मान्य हो या बॉन्ड लंबाई बॉन्ड कोण टोरशन कोण और इसी तरह